अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन की एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा जिसे प्रोसेस कहा जाता है की ओर ध्यान देंगे यह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौलिक ब्लॉक की तरह होते हैं जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है यह प्रोसेस के टर्म में ही होता है अगर हम प्रोसेस की परिभाषा देना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि यह एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से देखें तो एक प्रोसेस ही दिखाई देगा जब भी हम किसी यूजर प्रोग्राम को मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य उस प्रोसेस को मैनेज करने से है जो सिस्टम पर चल रही है हम यहां पर प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच एक यूजर के दृष्टिकोण से अंतर जानने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम में सिस्टम पर या तो एक अकेली प्रोसेस हो सकती है या कई सारी प्रोसेस एक साथ हो सकती हैं इसी प्रकार से कई सारे प्रोग्राम जो कि अलग अलग यूजर द्वारा विकसित किए हुए हों उनको एक अकेली प्रोसेस में एक साथ जोड़ा जा सकता है इस तरह से यह दोनों ही संभव हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नजरिए से हम इन एग्जीक्यूट की जा सकने वाली इकाइयों को प्रोसेस की तरह देखेंगे यहां पर हम जिन विषयों को आज पढ़ने जा रहे हैं उनमें प्रोसेस की धारणा और शेड्यूलिंग शामिल हैं हमारे सिस्टम में एक समय पर बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं ऐसे में कौन सी प्रोसेस प्रोसेसर द्वारा पहले एग्जीक्यूट की जाती है इसे ही शेड्यूलिंग कहा जाता है इसी प्रकार से यूज़र भी कई सारे हो सकते हैं और अगर हम उनके बीच किसी एक को प्राथमिकता देने की नीति अपना रहे हैं तो यह भी एक संभावना हो सकती है एक दूसरे तरह की शेड्यूलिंग नीति यह भी है की राउंड रोबिन जैसी नीति अपनाई जाए जिसमें हर यूजर और प्रत्येक प्रोसेस को कुछ छोटा टाइम क्वांटम दे दिया जाए इस तरह हम देख सकते हैं कि कई तरह की शेड्यूलिंग नीतियां हो सकती है वह कौन से ऑपरेशन हैं जो हम एक प्रोसेस में कर सकते हैं एक सामान्य सा उदाहरण है जिसमें हमें एक नई प्रोसेस बनानी है जैसे कि एक प्रोग्राम के अंदर हम एक ऐसी प्रोसेस बना रहे हैं जो किसी दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही होगी बड़ा सामान्य सा उदाहरण है कि जैसे हम कोई डेटाबेस ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे पास एक नये डाटा को रिट्रीव करने की मांग आई उसके लिए हम एक नया प्रोसेस बनाएंगे जो उस डाटा को रिट्रीव करेगा और इसी समय एक दूसरी मांग भी आती है जो किसी दूसरे डाटा को रिट्रीव करने के लिए कहती है उसके लिए भी हम एक नई प्रोसेस बनाएंगे इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से प्रोसेस बना सकते हैं इसी प्रकार से सिस्टम में कुछ ऐसी प्रोसेस हो सकती हैं जो कि गलत ढंग से कार्य कर रही हैं और उनकी वजह से बहुत सारी मेमोरी खर्च हो रही है इस स्थिति में सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर यह निर्णय ले सकता है कि इस प्रोसेस को बंद कर दिया जाए अन्यथा दूसरी प्रोसेस जो सिस्टम में चल रही हैं उन्हें नुकसान होगा और सिस्टम की कुशलता को क्षति पहुंचेगी इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर या तो कुछ प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करेगा या फिर उस प्रोसेस की प्राथमिकता को कम कर देगा यह कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो हमें कभी कभार प्रोसेसेस पर करने पड़ सकते हैं दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे पास है वह है प्रोसेसेस के बीच में वार्तालाप जब किसी सिस्टम में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो वह वास्तव में किसी दूसरे कार्य का हिस्सा होती है इसलिए उन्हें एक दूसरे से परस्पर वार्तालाप करने की आवश्यकता होती है और इसी कारणवश यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है इसी को जानने के लिए हम आईपीसी सिस्टम और क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कम्युनिकेशन के उदाहरण को देखेंगे यह एक बहुत विशेष तरह का कंप्यूटिंग प्लेटफार्म है जोकि डेटाबेस और वेब ब्राउजिंग वगैरह में काफी आम है यहां पर मूलतः घटना के द्वारा निर्धारित की जाने वाली अप्रोच या सिस्टम है जैसे कि कोई सर्वर डेटाबेस के लिए या वेब सर्वर यहां शुरू होने के बाद यह क्लाइंट के निर्देश या प्रार्थना का इंतजार करता है जैसे कि डेटाबेस सर्वर किसी प्रश्न का इंतजार करेगा और उसी प्रकार वेब ब्राउज़र भी किसी यूजर के द्वारा किसी विशेष युआरएल एक्सेस करने के निर्देश का इंतजार करेगा इस प्रकार यह क्लाइंट से आने वाले निर्देश का इंतजार करते हैं और उसी के अनुसार कोई क्रियाकलाप करते हैं ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं जिनके निर्देश आए और ऐसे में सर्वर या तो उन्हें समानांतर तरीके से करने की कोशिश करेगा या फिर एक के बाद एक और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका डिजाइन कैसा किया गया है कुछ भी हो पर कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर सिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाता है हम यहां इन सारी धारणाओं का अध्ययन करेंगे आरंभ करने के लिए हम प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे प्रोसेस एक एग्जीक्यूट होता हुआ प्रोग्राम है वैसे हम इसे व्यावहारिक परिभाषा भी मान सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो एक्जिक्यूट हो रहा हो प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस का क्रियान्वयन क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए यहां पर मौलिक सोच यही है की किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके पास हो उसे क्रमबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए आरंभ पहले निर्देश के पालन से हो उसके बाद अगला निर्देश एग्जीक्यूट किया जाए और इस तरीके से आगे बढ़ा जाए इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोसेस एक एग्जीक्यूट होता हुआ प्रोग्राम है जिसमें एग्जीक्यूशन क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है प्रोग्राम एक निष्क्रिय घटक होता है और प्रोसेस सक्रिय होती है हम ऐसा क्यों कहते हैं इसे समझने के लिए मान लीजिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 bx c को हल करने के लिए कोई प्रोग्राम लेते हैं हमारे पास अब एक लिखित प्रोग्राम है यह एक सी सोर्स फाइल है हम यहां पर एक कोड बनाएंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट किए जा सकने वाले संस्करण में परिवर्तित कर डॉट ई एक्स ई फाइल बनाएंगे यह हमारे पास जो फाइल है वह केवल एक फाइल है यह भी एक फाइल है और यह भी एक फाइल ही है इन दोनों के बीच इस बात के अलावा कोई अंतर नहीं कि यह ई एक्स ई फाइल है यह एक बायनरी फाइल है और इसके अलावा कोई अंतर इनमें नहीं है यह दोनों ही फाइल इस डिस्क में हैं और जब तक यह डिस्क में ऐसे ही हैं यह एग्जीक्यूट नहीं हो सकती आइए हम इस प्रोग्राम का नाम रूट फाइंड रख देते हैं जब रूट फाइंड प्रोग्राम को कॉल किया जाएगा तो पहली चीज यह होगी कि यह प्रोग्राम इस डिस्क से मेन मेमोरी में कॉपी किया जाएगा यह मेन मेमोरी है और इसे इस मेन मेमोरी में कॉपी किया जाएगा मेन मेमोरी में कॉपी होने के बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा सकता है जब तक यह डिस्क में बैठा है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते अर्थात यह एक निष्क्रिय घटक है इसीलिए इस प्रोग्राम जोकि डिस्क में एग्जीक्यूटेबल फाइल की तरह स्थापित है को निष्क्रिय घटक कहते हैं पर इस प्रोसेस जिसमें प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो गया है के बाद इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है अब यह वास्तव में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल को ढूँढ सकता है बशर्ते ए बी और सी की वैल्यू यह पढ़ सके जब एग्जीक्यूटेबल फाइल मेमोरी में लोड हो जाती है तो यह प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है और इन दोनों के बीच का अंतर यही है कि प्रोग्राम एक निष्क्रिय घटक हैं जबकि प्रोसेस एक सक्रिय घटक है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई माउस क्लिक से शुरू होता है ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में अब यही इंटरफेस प्रयोग में लाया जाता है इसके अलावा कंबाइंड लाइन एंट्री जैसे इंटरफेस भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं जहां पर यूजर एक नाम टाइप करता है और उसके द्वारा प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाती है एक दूसरी संभावना यह है की प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सिस्टम में लोड हों और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाए यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी खुद ही कर रहा है एग्जीक्यूशन को शुरू करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और एक प्रोग्राम कई सारी प्रोसेस से मिलकर बना हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे यूजर एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हों जैसे कि कई सारे लोग संपादन का कार्य कर रहे हैं जैसे किसी लेबोरेटरी क्लास का प्रत्येक छात्र अपना अपना प्रोग्राम लिख रहा है और प्रत्येक छात्र सरवर से जुड़ा हुआ है और हर कोई उस सरवर का एडिटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से बहुत सारे यूजर एक समय पर उस एडिटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस समय एक संभावना यह हो सकती है कि 10 यूजर एडिटिंग का कार्य कर रहे हों ऐसे में हम उस एडिटर सॉफ्टवेयर की 10 कॉपियां मेन मेमोरी में बना लेंगे पर यह निश्चित रूप से स्पेस का दुरुपयोग होगा पर इस तरह की प्रोसेस में डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि हमें मेन मेमोरी में एक ही एडिटर कोड उपलब्ध होगा किंतु अलग अलग 10 डाटा सेगमेंट होंगे और प्रत्येक डाटा सेगमेंट उनमें से किसी एक यूजर का एडिटिंग डाटा संरक्षित कर रहा होगा इस प्रकार यहां पर बहुत सारे यूजर एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वही एक प्रोग्राम बहुत सारी प्रोसेसेस की ओर ले जा रहा है अब हम प्रोसेस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे एक प्रोसेस प्रोग्राम कोड जो कि कई बार केवल टेक्स्ट वाला हिस्सा माना जाता है से कहीं बढ़कर है इसमें वर्तमान में हो रहे क्रियाकलाप जो कि प्रोग्राम काउंटर हैं और प्रोसेस रजिस्टर के कंटेंट भी शामिल है साथ ही इसमें प्रोसेस स्टैक भी होता है जोकि अस्थाई डाटा को रखता है और साथ ही वह डाटा सेक्शन जिसमें ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं और कुछ लोकल वेरिएबल भी होते हैं जो कि एक साथ एक ही हीप में डायनामिकली बने होते हैं हम जो कह रहे हैं उसे इस चित्र से ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है हम वापस उसी उदाहरण में आते हैं जहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 bx c सी का हल निकालना था इसके लिए प्रोग्राम लिखते समय मेरे पास एक मेन रूटीन होगा मेन रूटीन में मैं ए बी और सी की वैल्यू देखूंगा इन की वैल्यू देखने के बाद यह एक फंक्शन कॉल करता है फाइंड रूट a b c और उसके बाद यह थोड़ी प्रिंटिंग करेगा जैसे प्रिंट रूट्स आदि इत्यादि उसके बाद यह फाइंड रूट फंक्शन यहां पर कहीं है और यह प्रिंट रूट फंक्शन वहां पर है तो यह प्रोग्राम कुछ इस तरीके से संयोजित किया जायेगा जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए ट्रांसलेट करते हो तो आपको उसके डॉट ई एक्स ई फाइल मिलती है जब यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है इसमें कुछ निश्चित भाग होते हैं जैसे कि इसमें प्रोग्राम लाइंस होनी चाहिए इन सब प्रोग्राम लाइंस के लिए मेरे पास कोड होने चाहिए और साथ ही यह वेरिएबल ए बी और सी इसके साथ ही मेरे पास इन के अनुरूप मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए और उसी तरह अगर रूट्स X1 और X2 हैं तो इनके लिए भी मेरे पास लोकेशन होनी चाहिए और यहां हमारे पास भी इस रूट फाइंड फंक्शन के भीतर कुछ लोकल वेरिएबल होने चाहिए ताकि इन्हें अलग से पहचाना जा सके यह एक लोकल वेरिएबल है इस प्रकार हमारे पास कुछ चीजें हैं जैसे कि प्रोग्राम कोड और यह दूसरा भाग ग्लोबल वेरिएबल उसके बाद हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें इस फंक्शन के लिए पास किया गया है और लोकल वैरियेबल्स और यही सब चीजें प्रोग्राम का कंपोनेंट होती है जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है अगर आप प्रोग्राम के लोड हो जाने और इसके रन करने पर मेमोरी का एक स्नैपशॉट खींचेंगे तो आपको ऐसे कुछ सेक्शन दिखाई देंगे जिसमें मेमोरी के एक भाग में प्रोग्राम कोड होगा जो कि वास्तव में टेक्स्ट वाला हिस्सा है जब प्रोग्राम काउंटर यहां से शुरू किया जाता है तो जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वह पंक्ति बद्ध तरीके से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो यह इसे कॉल करेगा और इन सब को भी परंतु यह उन रूटीन्स और स्टेटमेंट्स को एक्जिक्यूट कर रहा होगा और जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हैं वह इस डाटा सेगमेंट वाले भाग में रहेंगे जहां तक प्रोसेस का सवाल है तो यह मेमोरी अलग अलग सेगमेंट की बनी होती है हमारे पास कोड सेगमेंट है जिसमें प्रोग्राम टेक्स्ट है और डाटा सेगमेंट है जिसमें ग्लोबल वैरियेबल्स हैं यह पैरामीटर और लोकल वेरिएबल दोनों एक स्टैक में क्रिएट किए जाते हैं जब भी स्टेट में फाइंड रूट फंक्शन कॉल किया जाता है हम यह वेरिएबल ए बी और सी रखते हैं और फिर यह रिटर्न एड्रेस भी सेव कर लेता है उसके बाद कंट्रोल इस रूटीन की तरफ भी मुड़ता है और यहां पर आकर इसे रूट मिलता है दूसरा लोकल वेरिएबल जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे भी स्टैक में ही क्रिएट किया जाता है और इसके लिए भी स्टैक में जगह रखी जाती है जब प्रोग्राम का हिस्सा एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो यह इन वेरिएबल्स को उपयोग में लाता है इस प्रकार से यह स्टैक यहां होता है कभी कभी प्रोग्राम में हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उदाहरण के लिए सी लैंग्वेज में हमारे पास मैलॉक सिस्टम कॉल होती है इस प्रकार यह कुछ डायनेमिक स्पेस बनाती है और यह डायनेमिक स्पेस इस हीप स्पेस से एलोकेट की जाती है अर्थात यह स्टैक वाला हिस्सा लोकल वेरिएबल और पैरामीटर के लिए है जिन्हें हम पास कर रहे हैं और यह हीप डायनेमिक वेरिएबल के लिए हैं जो क्रिएट किए जाते हैं सामान्य तौर पर यह किया जाता है कि इन दोनों स्टैक और हीप के लिए अलग अलग मेमोरी सेगमेंट बनाने की बजाय एक बड़ा मेमोरी का हिस्सा ले लिया जाता है और उसके एक सिरे पर स्टैक बढ़ना शुरू होता है और दूसरे हिस्से में हीप बढ़ना शुरू होता है इसके पीछे धारणा यह है कि कोई प्रोग्राम सब रूटीन कॉल या सबप्रोग्राम कॉल का कम इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका स्टैक कम होगा पर हो सकता है कि वह डायनेमिक मेमोरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हो ऐसे में हीप स्पेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि दूसरा कोई प्रोग्राम डायनेमिक मेमोरी का कम इस्तेमाल करें लेकिन बहुत सारी कॉल बार बार हो रही हों जिसकी वजह से स्टैक का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा हो इसलिए मेमोरी स्पेस का अधिकतम लाभ लेने के लिए स्टैक और हीप को एक ही मेमोरी ब्लॉक के दो अलग अलग सिरों पर रखा जाता है अंततः हमें यह देखने को मिलता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिस्क पर आपके पास कौन सा प्रोग्राम है और आपके पास टेक्स्ट का केवल कंपाइल्ड वर्जन है परंतु जब आप इसे मेमोरी में डालते हैं और प्रोग्राम एक्सीक्यूट होना शुरू होता है ऐसे में अगर आप कोई स्नैपशॉट लें तो यह आपको उससे बहुत अलग मिलेगा जो कि आपके पास डिस्क में था और वास्तव में हम यह पहले भी समझा चुके हैं और पुरानी स्लाइड में दिखा चुके हैं कि प्रोसेस प्रोग्राम कोड से जो कि केवल टेक्स्ट भाग की तरह देखा जाता है कहीं बढ़कर है प्रोसेस में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी शामिल होती है मान लीजिए मेरे पास एक प्रोग्राम है और यह पंक्ति बद्ध तरीके से एग्जिक्यूट हो रहा है उदाहरण के लिए अगर हम इस जगह पर देख रहे हैं तो हम इस विशिष्ट जगह को प्रोग्राम में कैसे पहचानेंगे एक तरीका तो यह है की प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को देखा जाए इसके अलावा कुछ सीपीयू रजिस्टर्स की संख्या भी होती है जोकि वेरिएबल्स की कुछ अस्थाई वैल्यू रखती हैं यह सीपीयू रजिस्टर भी वर्तमान में चल रहे गतिविधि का एक हिस्सा होता है जहां तक सीपीयू का सवाल है आपके पास प्रोग्राम काउंटर हैं और यह प्रोसेस रजिस्टर है जोकि प्रोसेस का ही एक हिस्सा है इसके अलावा हमारे पास मेमोरी है जिसमें प्रोसेस का स्टैक है जिसे डाटा सेक्शन बोलते हैं और ग्लोबल वेरिएबल हैं जिसे हीप कहा जाता है एक प्रोसेस के लिए यह कहा जा सकता है कि हमारे पास सीपीयू रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर सीपीयू से आ रहे हैं इसके अलावा हमारे पास एक स्टैक और हीप है और साथ में एक कोड सेगमेंट भी है और यह सारी चीजें एक प्रोसेस जो कि एक्जिक्यूट हो रही है को प्रदर्शित कर रही है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक प्रोसेस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अलग है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के शब्दों में जब एक प्रोसेस विभिन्न चरणों से गुजर रही होती है तो उसे इवोल्यूशन कहा जाता है शुरुआत में जब उपभोक्ता यह कहता है कि वह रूट फाइंड प्रोग्राम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स ढूंढने के लिए एग्जीक्यूट करना चाहता है उस समय प्रोग्राम का कोड डिस्क से मेन मेमोरी में कॉपी किया जाता है अर्थात प्रोसेस तब बनती है जब उपभोक्ता यह कहता है कि वह किसी विशिष्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है यूजर यह कैसे कह सकता है एक संभावना तो यह है कि वह माउस क्लिक करके यह कहे हम डेस्कटॉप पर उस प्रोग्राम के आइकन को माउस से क्लिक करके यह कार्य कर सकते हैं इसी प्रकार यह कार्य उस प्रोग्राम के नाम को टाइप करके भी किया जा सकता है इस प्रकार हमारे पास सिस्टम को बताने के लिए कि हमें इसे एग्जीक्यूट करना है यह दो विकल्प हैं अगर हमारे पास यह ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जब इसे यह निर्देश मिलता है तब यह एक नई प्रोसेस बनाता है जो कि यूजर के इस निर्देश का पालन करेगा जब यह प्रोसेस शुरू हुई है तब इसे इस विशिष्ट ऑपरेशन के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है यह सब कुछ एक नया स्टेट है इसके बाद हमें यह सब कुछ करना पड़ेगा अगर इस प्रोसेस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ढूँढ़ने के लिए यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो अगले चरण में उसे इस प्रोग्राम को डिस्क से मेन मेमोरी में कॉपी करना होगा इसके लिए हमें मेन मेमोरी में कोई जगह आवंटित करनी पड़ेगी और प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में कॉपी करना होगा मेन मेमोरी में कॉपी हो जाने के बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए तैयार माना जाएगा अब अगर प्रोसेस को सीपीयू मिल जाए तो वह एग्जीक्यूशन भी कर सकती है इस खास ट्रांजिशन को न्यू टू एडमिटेड के नाम से जाना जाता है और यह ट्रांजिशन तब होता है जब प्रोग्राम को मेन मेमोरी में कॉपी कर लिया गया है और यह एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है यह तैयार तो है पर ऐसा भी जरूरी नहीं कि प्रोसेस तुरंत एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए क्योंकि हो सकता है वर्तमान में प्रोसेसर या सीपीयू कुछ अन्य कार्य में व्यस्त हों इसलिए इस खास प्रोसेस को सीपीयू मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा कुछ समय पश्चात शेड्यूलर यह निर्णय लेता है कि अब प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए ऐसा होने पर प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में परिवर्तित होती है रनिंग स्टेट में प्रोसेस को सीपीयू मिल चुका है और यह एग्जीक्यूट की जा रही है एग्जीक्यूट होते वक्त भी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले उदाहरण को देखें तो उनमें से एक संभावना यह है कि शुरुआत में प्रोग्राम को ए बी और सी की वैल्यू जानने की जरूरत पड़े अब देखना यह है कि एबी और सी की वैल्यू कैसे प्राप्त की जाएगी यूजर इस वैल्यू को कीबोर्ड के द्वारा दे सकता है पर इसमें कुछ वक्त लगेगा परंतु सीपीयू यूजर के वैल्यू देने में लगने वाले वक्त के बर्बाद होने का इंतजार नहीं करना चाहेगा क्योंकि मनुष्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर से बहुत ज्यादा धीमा है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा जब भी कोई प्रोसेस कोई इनपुट या आउटपुट वाला ऑपरेशन करना चाहती है या फिर कहें कि इंतजार भी कर रही है तो उसे वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है और कतार में जो अगली तैयार प्रोसेस है उसे शेड्यूलर द्वारा लेकर रनिंग स्टेट में डाल दिया जाता है यह शेड्यूलर अगली प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में डिस्पैच कर देता है इस प्रकार जब यह प्रोसेस वेट कर रही है उस समय सीपीयू अगली प्रोसेस को हैंडल करने में व्यस्त है कुछ समय पश्चात जब यूजर ने ए बी और सी की वैल्यू डाल दी है तब यह सिस्टम को बताता है कि यह इनपुट आउटपुट ओवर हो चुका है यह ऑपरेशन जिस किसी भी हार्डवेयर मॉड्यूल से किया जा रहा हो जैसे कि यहां पर कीबोर्ड प्रयोग में लाया जा रहा है तो जब भी कीबोर्ड की की अपना काम कर लेती हैं यह सिस्टम को इंटरप्ट करती है कुछ समय पश्चात ए बी और सी की वैल्यू पढ़ ली जाती हैं और यह प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाती है इस प्रकार प्रोसेस को कुछ समय पश्चात वापस से एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है और यह उसी जगह से वापस शुरू होती है जहां से छोड़ा गया था इस प्रकार हम यह कह सकते हैं यह रेडी रनिंग और वेटिंग जैसी चीज है एक दूसरी संभावना यह है कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो इसे थोड़ा सा टाइम क्वांटम दिया जाए और जब यह टाइम क्वांटम समाप्त हो तब प्रोसेसर को वह प्रोसेस दी जाए जो कतार में अगली है तो जो प्रोसेस यहां पर एग्जीक्यूट हो रही थी उसे वापस रेडि स्टेट में ले जाना पड़ेगा और उसकी जगह पर अगली प्रोसेस को मौका मिलेगा इस प्रकार से इंटरप्ट और इज रेडी प्रोसेस आएंगी इस प्रकार प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में आती है और अगली प्रोसेस को मौका मिलता है एक प्रोसेस को साइक्लिक तरीके से एग्जीक्यूशन के ऐसे कई सारे मौके मिलने के बाद शायद यह पूर्ण हो जाए तब ऐसी परिस्थिति में यह बाहर निकल जाती है और प्रोसेस टर्मिनेट की स्थिति में चली जाती है एक प्रोसेस में यह अलग अलग परिस्थितियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं न्यू स्टेट प्रोसेस में वह स्थान है जहां पर प्रोसेस को बनाया जा रहा है फिर हमें रनिंग स्टेट मिलती है जहां पर निर्देशों को एग्जीक्यूट किया जाता है उसके बाद यह वेटिंग जब प्रोसेस किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रही है और फिर रेडी जब प्रोसेस किसी प्रोसेसर को दिए जाने का इंतजार कर रही है और फिर टर्मिनेट जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है इसलिए हमें प्रोसेसर के इस स्टेट ट्रांजिशन प्रोसेस वाले व्यवहार को बहुत अच्छी से समझना जरूरी है क्योंकि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिजाइन करेंगे तो उस समय डिजाइन की हुई प्रोसेस इस तरह के स्टेट ट्रांजिशन का पालन करेंगी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके अलावा भी कुछ स्टेट होंगी और कुछ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा पर कुल मिलाकर सारी प्रोसेस इस तरह के स्टेट ट्रांजिशन जरूर करेंगी प्रत्येक प्रोसेस के पास इन से जुड़ा हुआ एक कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी कहते हैं इसमें प्रोसेस से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां नोट की जाती है अर्थात प्रोसेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक में संचित की जाती है आइए अब पढ़ी हुई चीजों को थोड़ा याद कर लें सबसे पहली और प्रमुख चीज है प्रोसेस स्टेट प्रोसेस अभी किस स्टेट में है क्या यह रन कर रही है वेट कर रही है या रेडी है आदि इत्यादि उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जिसमें अगले एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों की लोकेशन होती है वर्तमान में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है शायद जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वह 1000 बाइट लंबा है इस प्रकार वर्तमान में एग्जीक्यूशन पॉइंट कहां है यह जानकारी प्रोग्राम काउंटर में रहती है उसके बाद हमारे पास सीपीयू रजिस्टर वैल्यू है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उस समय सारे सीपीयू रजिस्टर कोई न कोई वैल्यू होल्ड कर रहे होंगे सीपीयू रजिस्टर्स के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं इनमें से कुछ जनरल परपज रजिस्टर होते हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है इस पर निर्भर रजिस्टर्स प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर कहलाते हैं और यह रजिस्टर इस प्रोग्राम ब्लॉक में कॉपी किए जाते हैं इसके बाद हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग की जानकारी जैसे कि प्राथमिकताओं की जानकारी और फिर कतार में शेड्यूलिंग पॉइंटर की जानकारी आदि शेड्यूलिंग की जानकारी होना जरूरी है क्योंकि शेड्यूलर को निर्णय लेने पड़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इनफार्मेशन प्रोसेस को आवंटित की जाने वाली मेमोरी की जानकारी रखता है अकाउंटिंग इनफॉरमेशन सिस्टम के उपभोग और आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट डिवाइस की जानकारियां रखता है और यह सब पीसीबी में रखे जाते हैं